आपका स्वागत है एनपीटीईएल के अप्रिशिएटिंग लिंग्विस्टिक्स अ टाइपोलॉजिकल अप्रोच कोर्स Appreciating Linguistics A Typological Approach course के इस सत्र में आइए हमारे वाग्यंत्र का एक साधारण सा चित्रण करते हैं इसे लेबल किया गया है यह कुछ महत्वपूर्ण वाग्यंत्र है यहां पर है श्वास प्रणाल जो श्वास नली है फिर यहां स्वर यंत्र वाक् तंतु घांटी घांटी ढक्कन कठोर तालु और मृदु तालु हैं यहां पर आप फेफड़े भी जोड़ सकते हैं और है जीभ दांत दंतोलूखल कटक ये सभी भी चित्र में दिखाए गए हैं आइए जरा चित्र पर गौर करें यहां पर नासा गुहा दंतोलूखल कटक होंठ दांत स्वर यंत्र तालु अधिजिह्वा जीभ ग्रसनी वाक् तंतु और घाटी ढक्कन है यह मुख्य वाग्यंत्र है जिन्हें हम कोई भी भाषा बोलते समय इस्तेमाल करते हैं और यह सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित नहीं है हालांकि मैं उदाहरण अंग्रेजी भाषा में से दूंगी हमारा ध्यान कोई भी भाषा की ओर हो सकता है हम देखेंगे कौन सा अंग किस वाक् ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए उपयोगी होता है वाक् उत्पत्ति के दो अहम पहलू हैं पहला है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और दूसरा है मैनर आफ आर्टिकुलेशन मैनर आफ आर्टिकुलेशन से हमें पता चलेगा कि कोई ध्वनि किस तरह से उत्पन्न हुई है और प्लेस आफ आर्टिकुलेशन हमें बताता है कौन से वाग्यंत्र इस्तेमाल हुए हैं किसी ध्वनि की उत्पत्ति के लिए वाक् ध्वनियों के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं यह है वॉइसड और अनवौइस्ड या वॉइसलेस जब हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात की थे तब हमने देखा कि वहां २६ अक्षर और ४२ वाक् ध्वनियां हैं यहां कुछ वॉइसड और कुछ वॉइसलेस हैं यह पहचान ना कि कौन से वॉइसड और कौनसे वॉइसलेस है बहुत पेचीदा है लेकिन थोड़ा सा सचेत रहने से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा क्या है जब कोई ध्वनि वॉइसड होती है आप महसूस कर सकते हैं कि वाक् तंतु शिथिलतःबध है और थरथरा रहे हैं जब वाक् तंतु शिथिलतःबध होते हैं और थरथराते भी हैं तब ध्वनि वॉइसड होती है थरथराने से यहां पर तात्पर्य है कुछ अधिक शोर होता है वॉइसड ध्वनियों के उदाहरण इस प्रकार हैं ब ड ज ग व और दूसरी ओर है वॉइसलेस वाक् ध्वनियां जब ध्वनि वॉइसलेस होती है वाक् तंतु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं वे शिथिलतःबध नहीं होते और ना ही वे थरथराते हैं इसलिए इन ध्वनियों की उत्पत्ति के समय कोई अलग शोर नहीं होता इसलिए इन्हें वॉइसलेस कहा जाता है प ट स क और फ यह सभी ध्वनियों वॉइसलेस हैं जब आप ब और प का उच्चारण करते हैं आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि ब के उच्चारण के समय वाक् तंतु अधिक थरथराते हैं अलग शोर भी होती है इसलिए ब वॉइसड है और प वॉइसलेस है इसी तरह से ड वॉइसड है लेकिन ट वॉइसलेस है श वॉइसड है लेकिन स वॉइसलेस है ग वॉइसड है लेकिन क वॉइसलेस है व वॉइसड है लेकिन फ वॉइसलेस है यह वॉइसड और वॉइसलेस वाक् ध्वनियों पर कुछ प्रारंभिक जानकारी है अब एक दिलचस्प सवाल क्या आपको लगता है सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ मानव बोल सकते हैं जवाब है हां क्या आपको लगता है सिर्फ एक मनुष्य शरीर बोल सकता है क्या यह संभव है यदि आपके पास एक स्वस्थ मानव शरीर है तो आप बोल सकते हैं लेकिन क्या एक मृत शरीर बोल सकता है एक मृत शरीर में भी सभी वाग्यंत्र मौजूद होते हैं उसमें सब कुछ होने के बावजूद भी वह बोल नहीं सकता तो अब कौन सा सबसे अहम वाग्यंत्र है एक मृत शरीर में भी सभी वाग्यंत्र हैं लेकिन क्या कोई एक ऐसा भी अंग है जो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है अब मैं आपको फनेटिक्स और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी हमें पता करना है कि शब्द ध्वनियां और अर्थ आपस में किस तरह से जुड़े हैं जब वे आपस में जुड़े हुए हैं हमें पता करना है कि तब ध्वनियों के क्या गुण हैं जैसा की हमने मोरफ़ोलॉजी में किया था शब्द गुण को भी इस तरह से क्रमबद्ध करना है कि वह सही तरह के शब्द को उत्पन्न कर सके या फिर जो ध्वनियां उत्पन्न हुई है वे सुनने वाले को समझ आए ध्वनियों का एक गुच्छा शब्द नहीं बना सकता वह सिर्फ शोर ही होगा यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है तो वह आपके लिए कोई वाक् नहीं है बल्कि एक प्रकार का शोर ही है और इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा हमें ध्वनियों के गुण और उन्हें किस तरह से क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध किया जाता है उसका अध्ययन करना है आइए अभी यह दो उदाहरण देखते हैं और पता करते हैं कैसे ध्वनियों को क्रमबद्ध न रखने से मतलब बदल जाता है जब आप कहते हैं जॉन किल्ड मैरी वर्सेस मैरी किल्ड जॉन यहां दोनों जगह ध्वनियां वही हैं लेकिन मतलब एकदम बदल गया है जब आप कहते हैं जॉन किल्ड मैरी जॉन मारने वाला है और मैरी मरी है लेकिन जब आप कहते हैं मैरी किल्ड जॉन जॉन मर गया है और मैरी हत्यारण है यहां मतलब पूरी तरह से बदल गया है इसीलिए याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई एक विशेष अर्थ निकालने के लिए ध्वनियों को एक तरीके से क्रमबद्ध करना बहुत आवश्यक है इधर उधर हल्का सा फेरफार पूरा मतलब बदल सकता है इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि वाक् ध्वनियों की उत्पत्ति के साथ उनका ठीक से क्रमबद्ध होना भी आवश्यक है इस तरह की उत्पत्ति एक तरह के कार्य क्षेत्र में शामिल होती है जिसका नाम है एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म याद है मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक मृत शरीर में सब वाग्यंत्र है उसके बावजूद भी वह बोल नहीं सकता क्यों एक मृत शरीर बोल नहीं सकता तो एक मृत शरीर क्यों नहीं बोल सकता यहां किस चीज की कमी है जवाब है वायु जब आप बोलते हैं तब एक एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म होना चाहिए जो काम करेगा यदि वह काम नहीं करता है तो मुश्किल हो सकती है इसका मतलब है कि आप कोई शब्द या ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते यदि वहां पर एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म काम नहीं कर रहा इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं इंग्रेसिव मेकैनिज्म और अग्रेसिव मेकैनिज्म egressive mechanism इंग्रेसिव में आप वायु को अंदर खींचते हो या ऐसा भी कह सकते हैं कि वायु फेफड़ों के भीतर आ रही है और अग्रेसिव में आप वायु को बाहर फेंकते हो इसे याद रखें यह एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म की सबसे प्राथमिक जानकारी है वाग्यंत्रों का फैलना और सिकुड़ना एक मांसपेशीय हरकत है इसलिए वाक् मांसपेशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं क्या आपको लगता है वाक् आपके लिए एक मांसपेशीय हरकत है क्या आपको लगता है कि आपकी वाक् मांसपेशियां या फिर आपकी वाग्यंत्र से जुड़ी मांसपेशियां आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं उसके हिसाब से फैलती और सिकुडती है इसके बारे में जरा सोचिए किसी एक विशेष भाषा में सभी बोलने वालों के लिए एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म समान रहता है इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी भाषाओं का एक ही एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म होता है अधिकतर दक्षिण एशियाई भाषाएं या अधिकतर विश्व की भाषाएं अग्रेसिव मेकैनिज्म वाली होती है बोलते समय अपने मुंह के आगे अपनी हथेली को रखें यदि हथेली पर वायु का दबाव महसूस होता है इसका अर्थ है वायु बाहर फेंकी जा रही है और और इसका मतलब है यहां पर अग्रेसिव मेकैनिज्म हो रहा है यदि वायु का कोई दबाव नहीं है तो इंग्रेसिव है इंग्रेसिव मेकैनिज्म को पहचानना कठिन है क्योंकि अधिकतर अग्रेसिव मेकैनिज्म ही पाया जाता है अधिकतर इंग्रेसिव ध्वनियां स्कैंडिनेवियन भाषाओं में पाई जाती है चकल्स और क्लिक्स जैसे शब्द बोल कर देखिए इनमें इंग्रेसिव मेकैनिज्म पाया जाता है इसके अलावा आप जो भी बोल रहे हैं आपकी अपनी भाषा में अगर आप एक दक्षिण एशियाई भाषी है तो सब अग्रेसिव मेकैनिज्म ही होगा अधिकतर ध्वनियां केवल दक्षिण एशियाई भाषाओं में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भाषाओं में अग्रेसिव मेकैनिज्म का ही इस्तेमाल करती हैं आप जब बोलते हैं वायु बाहर फेंकी जाती है भीतर नहीं ली जाती हम अंग्रेजी वाक् ध्वनियों के कुछ और पहलू भी देखेंगे अंग्रेजी भी वाक् अग्रेसिव मेकैनिज्म ही इस्तेमाल करती है अंग्रेजी की दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक अंग्रेजी ऑर्थोग्राफी में दो मुख्य समस्याएं हैं ऐसा आभास होता है कि अंग्रेजी में शब्दों के ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और फनेटिक रिप्रेजेंटेशन में कोई सीधा संबंध नहीं है शब्दों के दो अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे यहां पर मैं एक छोटे से डिब्बे में पिक्चर शब्द लिखती हूं यह पिक्चर की स्पेलिंग है यह इसका ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वे किस तरह से लिखे जाते हैं और फनेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वे किस तरह से बोले जाते हैं इस तरह हर शब्द के दो कार्य क्षेत्र होंगे एक वह जिस ढंग से लिखा जाता है दूसरा वह जिस ढंग से बोला जाता है लिखित स्वरूप को ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहेंगे लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि हो कई भाषाएं दूसरी भाषाओं की लिपि का उपयोग करके भी लिखी जाती है क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं यहां पर रोमन लिपि का प्रयोग होता है एक ऑर्थोग्राफिक स्वरूप दूसरा फनेटिक स्वरूप है ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन स्पेलिंग या शब्द या वर्णमाला से संबंधित है और फनेटिक रिप्रेजेंटेशन फोनीम से जुड़ा है अब देखते हैं अंग्रेजी फनेटिक्स क्यों थोड़ा पेचीदा है कभी कभी यह एक कारण होता है कि अंग्रेजी के गेर देसी वक्ताओं को अंग्रेजी सीखना मुश्किल लगता है अधिकतर संदर्भों में शब्द के ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और फनेटिक रिप्रेजेंटेशन में कोई सीधा संबंध नहीं होता याने की शब्द जिस तरह से लिखा गया है और जिस ढंग से बोला जाएगा उसमें कोई मेल नहीं होता पहली समस्या है कि एक शब्द की अनेक ध्वनियां हैं समस्या का दूसरा पहलू है कि एक वाक् ध्वनि कई अक्षरों द्वारा संबोधित की जा सकती है आइए अब पहले वाले को देखें ट श और क ध्वनियों को देखें ट और श ध्वनियां एक ही अक्षर द्वारा लिखी जा सकती है यानी टी अक्षर द्वारा ट और श दोनों ध्वनियां उत्पन्न हो सकती है दूसरा पहलू है कि एक वाक् ध्वनि अनेक अक्षरों द्वारा संबोधित होती है याने क ध्वनि है लेकिन अनेक अक्षर इसे संबोधित कर सकते हैं यहां पर दो चीजें हैं अक्षर एक है ध्वनियां अनेक हैं और दूसरा है ध्वनि एक है और अक्षर अनेक हैं आप ट्यूशन शब्द का उदाहरण लीजिए यहां पर जब आप ट्यूशन बोलते हैं पहली ध्वनि ट है और दूसरी बार टी अक्षर को आप श ध्वनि से उच्चारित करते हैं यह अंग्रेजी का पहला बेमेल है अब दूसरे पर आते हैं वाक् ध्वनि है क अब केमिस्ट्री किक चेक कैट मॉकरी मॉक ५ शब्द है यहां पर किक में २ भिन्न अक्षरों का समावेश है चलो पहले केमिस्ट्री शब्द को देखें केमिस्ट्री के उच्चारण में पहली ध्वनि कौन सी है क यदि पहली ध्वनि क है तो उसके मेल वाले अक्षर कौन से हैं यहां पर तदनुरूपी अक्षर है सी एच अब किक् शब्द को देखिए यहां पर पहले अक्षर के की ध्वनि क है लेकिन उसी ही शब्द में आखरी क ध्वनि सीके से संबोधित होती है अगला है चैक उदाहरण के तौर पर मुझे चैक दीजिए चैक द्वारा पैसे भरना चैक बुक कहां है यहां पर क ध्वनि के तदनुरूपी अक्षर कौन से हैं जवाब है क्यू यू आखिर में हमारे पास कैट का उदाहरण है यहां पर क ध्वनि के तदनुरूपी कौन सा अक्षर है यह है सी तो हमने देखा कि इतने सारे अक्षर वाक् ध्वनि क को संबोधित कर सकते हैं अब मॉक् शब्द को देखें यहां पर भी किक शब्द की तरह क के तदनुरूपी अक्षर सीके है क ध्वनि का फनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑर्थोग्राफिकली केमिस्ट्री में सी एच किक में के मॉक में सीके चैक में क्यू यू और कैट में सी से हुआ है यह ऑर्थोग्राफिक और फनेटिक रिप्रेजेंटेशंस का बेमेल अंग्रेजी में मुख्य समस्या है इसलिए अंग्रेजी को बेहतर बोलने के लिए अंग्रेजी फनेटिक्स को समझना बहुत आवश्यक है हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के २६ अक्षरों के तदनुरूपी ४२ वाक् ध्वनियां हैं इनमें कुछ व्यंजन ध्वनियां और कुछ स्वर वर्ण ध्वनियां है ए ई आई ओ यु यह अंग्रेजी वर्णमाला के ५ स्वर वर्ण हैं इस तरह ऑर्थोग्राफिकली ये पांच अक्षर स्वर वर्ण हैं और बाकी के २१ व्यंजन हैं यह २१ व्यंजन २४ व्यंजन ध्वनियों को संबोधित करते हैं और ५ स्वर वर्ण २० स्वर वर्ण ध्वनियों को अंग्रेजी में कुल ४४ वाक् ध्वनियां हैं इसमें से २४ व्यंजन ध्वनियां हैं और २० स्वर वर्ण ध्वनियां हैं इन २० को भी हम १२ और ८ में विभाजित कर सकते हैं ८ संयुक्त स्वर हैं और १२ शुद्ध स्वर है यह शुद्ध स्वर भी आगे ५ और ७ में विभाजित किए जा सकते हैं ५ दीर्घ स्वर और ७ हस्व स्वर तो यह है अंग्रेजी की वाक् ध्वनियों का विभाजन तो चलो पहले जाने फोनीम क्या है ध्वनि की अल्पतम विशेष इकाई को फोनीम कहते हैं यह किसी भी भाषा की ध्वनि की अल्पतम विशेष इकाई है हम ट्री शब्द देखते हैं यहां पर ऑर्थोग्राफिकली चार अक्षर है टी आर इ इ लेकिन यदि यहां पर फोनीम की बात की जाए तो पहला फोनीम टि दूसरा आर और तीसरा इ है ऑर्थोग्राफिकली इसे टी आर इ इ लिखा जाता है लेकिन फनेटिकली यहां पर ट ध्वनि र ध्वनि और ई दीर्घ स्वर ध्वनि है इस तरह ट्री शब्द में ऑर्थोग्राफिकली ४ इकाइयां और फनेटिकली ३ इकाइयां है अभी चार्ट को देखिए यहां पर उत्तर अमरिकी अंग्रेजी के व्यंजन फोनीम्स लिखे गए हैं चलो तो अभी टेबल को पहले पढ़ते हैं यह रेखा या स्थान प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को संबोधित करती है इन ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए कौन से वाग्यंत्र इस्तेमाल हुए हैं एक ओर प्लेस आफ आर्टिकुलेशन और दूसरी ओर मैनर आफ आर्टिकुलेशन है जब हम प ध्वनि को उत्पन्न करते हैं ऊपर के और नीचे के दोनों होठों का प्रयोग होता है इसलिए इसका प्लेस आफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल है और अब हम बात करें कि ध्वनि उत्पत्ति कैसे हुई है तो हम देखेंगे कि यहां पर कुछ स्टॉप्स है जिन्हें फनेटिश्यंस प्लोजिव्स कहेंगे स्टॉप से तात्पर्य है कि जब प और ब ध्वनियां उत्पन्न होती है तब वायु प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है इस तरह की ध्वनि उत्पत्ति के समय ऊपर और नीचे के होंठ पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और उस स्थान पर वायु प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है इस ओर बायलेबियल लेबियो डेंटल डेंटल अल्वेओलार पेलेटल वेलर और ग्लोट्ल अंग्रेजी व्यंजन फोनीम्स की प्लेस आफ आर्टिकुलेशन है दूसरी ओर स्टॉप्स फ्रिकेटिव्स एफ्रिकेट्स नेजल्स लिक्विड्स और ग्लाइड्स हैं ये सभी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इसे आप याद रखें जिससे ट्रांसक्रिप्शन्स याद रखने में आसानी होगी आप अपनी भाषा में भी इस डाटा को आज़मा सकते हैं प्लेस आफ आर्टिकुलेशन से तात्पर्य है कि कौन से वाग्यंत्र उपयोग में आए हैं और मैनर आफ आर्टिकुलेशन से तात्पर्य है किस तरह से ध्वनि उत्पन्न की गई है इसलिए जब बायलेब्यल है तो इसका अर्थ है कि दोनों होठों को हल्के से इस्तेमाल किया गया है लेबियोडेन्टल में लेबियो का अर्थ है होंठ डेंटल का तात्पर्य दांतो से इसलिए लेब्योडेंटल में हॉट और दांतो का प्रयोग होगा ध्वनि की उत्पत्ति में और डेंटल में केवल दांतो का प्रयोग होगा दांत मुख्य वाग्यंत्र हैं और उन्हें दांतो की रिज् या कठोर तालु या मृदु तालु में से एक को छुना होता है एल्वोलार रिज् एक मुख्य वाग्यंत्र है फिर है पेलेटल यह मृदु तालु है पेलेटल क्षेत्र एल्वोलार क्षेत्र और फिर पेलेटल क्षेत्र और फिर आता है वीलर् जो मुख गुहा में स्थित युव्युला से जुड़ा है और आखिर में ग्लोटल ग्लोटल भी युव्युलार क्षेत्र में ही है तो वीलर् और ग्लोटल यह दोनों मुख गुहा के भीतर की ओर हैं पेलेटल थोड़ा बाहरी ओर है एल्वेओलार और भी अधिक बाहर है डेंटल दांतों के स्तर पर है फिर है लबियोडेंटल और अंत में लेबियल इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं बायलेबियल में सबसे बाहरी अंग इस्तेमाल होते हैं और ग्लोटल में सबसे अंदरूनी अब मैनर् ऑफ आर्टिकुलेशन को देखते हैं जब मैं स्टॉप कहती हूं उससे तात्पर्य यह है कि एयरस्ट्रीम मेकैनिज्म पूरी तरह से बंद हो जाता है यानी वायु प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है फ्रीकेटिव में थोड़ा घर्षण होता है जैसे कि जब आप कहते हैं फ व स थ एफ्रीकेट में घर्षण होता है और फिर एक स्टॉप होता है और फिर धीरे से छोड़ दिया जाता है जैसे चा जा फ्रिकेटिव में हवा के रोक में भी घर्षण होता है जब नेज़ल होता है वायु नासा गुहा से गुजरती है जैसे म आप आपकी नाक को बंद रखकर म नहीं कह सकते फिर आते हैं लिक्विड्स जो सबसे आसान ध्वनियां होती हैं ऐसा माना जाता है की ल ध्वनि सबसे आसान है इसलिए बच्चे इसे आसानी से बोल लेते हैं और यह विश्व की अधिकतर भाषाओं में पाई जाती है क्योंकि यह बहते हैं इन्हें लिक्विडस कहा जाता है फिर आखिर में है ग्लाइड ग्लाइड का मतलब है जीभ थोड़ी मुड़ेगी जैसे कि डब्लू w या वाय y इसमें आधा स्वर वर्ण का भी स्वरूप है इस तरह से अंग्रेजी भाषा में व्यंजन ध्वनियों को विभाजित किया जाता है जिस तरह से ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे मैनर् आफ आर्टिकुलेशन कहते हैं और जिस स्थान से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे प्लेस आफ आर्टिकुलेशन कहते हैं तो अंग्रेजी के २४ व्यंजन ध्वनियों के बारे में इतना ही आने वाली क्लास में हम सभी व्यंजन ध्वनियों और फिर स्वर वर्ण ध्वनियों के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे धन्यवाद